छात्रों का स्वागत हैं तब हम श्रम विचरणो की गणना कर रहे हैं और पिछली कक्षा में हमने श्रम विचरणो की गणना के लिए कुछ सूत्रों पर चर्चा की और हमने एक प्रश्न को हल करने का प्रयास किया जो एक बहुत ही सरल प्रश्न था बहुत ही सीधा और सरल प्रश्न और उस प्रश्न में हमने श्रम विचरणो के संबंध में दो विचरणो की गणना की वह है श्रम लागत विचरण और श्रम दर विचरण की जो सामग्री विचरणो के मामले के समान है सामग्री में भी हम सामग्री लागत विचरण की गणना करते हैं और सामग्री के मामले में हम इसे सामग्री की भुगतान दर विचरण नहीं कहते हैं बल्कि सामग्री मूल्य विचरण कहते हैं इसके बाद श्रम के इन दो विचरणो श्रम लागत विचरण और श्रम दर विचरण के बाद अब हम तीसरे विचरण को जानेंगे जो श्रम दक्षता विचरण है हम श्रम दक्षता विचरण की गणना के बारे में सीखेंगे और श्रम दक्षता विचरण के मामले में एक बात जो यहां ध्यान में रखना होगा वह यह है कि हमें निष्क्रिय समय के बारे में कुछ जानकारी दी गई है यानि कुल घंटों में से 100 घंटे लेकिन यहाँ हमारे द्वारा निकाले गए कुल घंटों की संख्या 8750 है यानि हमने यहां जो कुल घंटों को ज्ञात किआ है वो 8750 है और इन 8750 घंटों में से हमने 100 घंटे बर्बाद किए हैं तो इसका मतलब है अब हमारे पास विचरणो की गणना करने के दो तरीके हैं पहला तरीका यह है कि आप समय के अपव्यय को मत ले समय की असामान्य को और आप सामान्य तरीके मानक समय और वास्तविक समय की तुलना करें और श्रम दक्षता विचरण की गणना करें लेकिन वास्तव में आप देखिये कि यदि आप इस बर्बाद हुए 100 घंटों के समय को नहीं लेते हैं जो कि असामान्य कारणों की वजह से है यह सामान्य कारणों से नहीं है यह असामान्य कारणों के वजह से है इसलिए यदि आप इसे ध्यान में नहीं रखते हैं तो श्रम की दक्षता सवालों में आ जाएगी कि उन्होंने 8750 घंटे काम किया लेकिन उत्पादन उस समायावधि के अनुसार नहीं है अर्थात श्रम अक्षम है लेकिन जब संयंत्र में बिजली नहीं होती है हमें यहां क्या कारण दिया गया हैं हमारे यहां यह कारण दिया गया है कि बिजली की विफलता के कारण काम रुका है और 100 घंटे का बेकार समय है क्योंकि संयंत्र में बिजली नही थी तो अगर बिजली की विफलता है तब इसमें कोई कैसे मदद कर सकता है इसलिए यह बेहतर है कि तीसरे विचरण की गणना करते समय जो कि श्रम दक्षता विचरण है हमें इस समय को उस वास्तविक समय से घटा देना चाहिए जिसे हम यहां ध्यान में रखने जा रहे हैं तो श्रम दक्षता विचरण की गणना के लिए क्या सूत्र है यह है मानक दर गुणा मानक समय घटाव वास्तविक समय अगर हम यहाँ दिए गए मानक दर के बारे में बात करते हैं तो अब यहाँ मानक दर क्या है हमें दो दरें मिली हैं प्रति घंटा की दर हमारे पास उपलब्ध हैं हमने पिछली कक्षा में गणना की है मानक दर हमें दी हुई है जो कि 2 रुपये और 25 पैसे है और हमने जो वास्तविक दर निकाला है वह 2 रुपये और 50 पैसे प्रति घंटे है सही है तो मानक दर 2 रुपये 25 पैसे है इसलिए हम इसे यहां लेंगे रुपये 225 गुणा मानक समय मानक समय क्या है यहाँ हमें जो मानक समय दिया गया था वह प्रश्न में ही दिया हुआ है और मानक समय 8000 घंटे है इसलिए हम यहां 8000 घंटे लेंगे और जब आप वास्तविक समय के बारे में बात करेंगे यहां हमने जो वास्तविक समय निकाला है वह 8750 घंटे है लेकिन उसमें से 100 घंटे बर्बाद हुए हैं इसलिए आप इसे घटाते हैं और आप इसे 8650 लेते हैं यदि आप इस प्रकार विचरण की गणना करते हैं तो यह करीब इतना आएगा जैसे कि 225 रुपये गुणा यह राशि कितना होगा 650 सही है इसलिए यदि आप इस विचरण को निकालते हैं तो यह 1462 रुपये आता है यदि आप इसे गुणा करते हैं यानि 225 को 650 के साथ तब यह 14625 मिलता है और यह प्रतिकूल होगा यह विचरण प्रतिकूल है क्योंकि 8000 घंटे के मानक समय के सापेक्ष आपका वास्तविक समय 650 घंटे अधिक है अर्थात 650 घंटे के अतिरिक्त समय का उपयोग श्रमिकों ने किसी असामान्य कारणों के कारण नहीं बल्कि सामान्य कारणों से किया है अतः आपका श्रम दक्षता विचरण नकारात्मक विचरण होता है 146250 की राशि के साथ प्रतिकूल विचरण के रूप में सामने आता है तो अब हमें गणना करनी होगी क्योंकि अब हमने वास्तविक समय से इसे घटा दिया है यानि इस वास्तविक समय से हमने 100 घंटे के बेकार समय को घटा दिया है इसलिए हमें यहां यह करना है कि अब हमें तीसरे विचरण की गणना करनी होगी और तीसरा विचरण है यदि आप तीसरे विचरण के बारे में बात करते हैं तो तीसरा विचरण श्रम निष्क्रिय समय विचरण है अलग से सिर्फ यह पता लगाने के लिए कि असामान्य आदर्श समय कितना था जो कि श्रमिको की कमी या श्रम की अक्षमता के कारण नहीं है इसकी गणना अलग से की जानी चाहिए और इसके लिए हमें पता लगाना होगा सूत्र का उद्देश्य है सूत्र था आदर्श समय 100 घंटे गुणा यह दर मानक दर जो 225 है तो यह कितना है यह 225 होता है और यह विचरण हमेशा प्रतिकूल होता है आदर्श समय विचरण हमेशा नकारात्मक होता है यह विचरण हमेशा प्रतिकूल विचरण होता है क्योंकि यहाँ इस समय असामान्य कारणों से श्रम अनुत्पादक रहा है इसलिए हम इसे कहेंगे जब भी आप इस विचरण की गणना करेंगे तो इसे प्रतिकूल विचरण या एक नकारात्मक विचरण माना जाएगा और अब हमें सभी तीन विचरण मिल गए हैं अर्थात एक तो श्रम लागत विचरण और श्रम लागत श्रम दर और श्रम दक्षता और श्रम निष्क्रिय समय का फलन है इसलिए इन 3 घटकों यानि श्रम दर श्रम दक्षता और श्रम निष्क्रिय समय को ध्यान में रखते हुए हमें यह पता करना होगा कि दोनों पक्ष समान हैं या नहीं तो हम यहां परिक्षण को कैसे लागू कर सकते हैं आप कह सकते हैं कि इस श्रम लागत विचरण को किसके बराबर होना होगा यानि श्रम दर विचरण और श्रम दक्षता विचरण के योग के बराबर होना होगा और अब हमने तीसरे विचरण की भी गणना की है तो इसे श्रम निष्क्रिय समय होना होगा तो यहां श्रम लागत विचरण क्या है यदि आप यहाँ देखे श्रम लागत विचरण कितना घटाव 3875 था और श्रम दर विचरण कितना है हमने इसे पहले ही निकाल लिया है यह ऋण 21875 है है ना अब यह फिर से ऋणात्मक है इसलिए यह ऋण 14625 और ऋण एक और 225 है यदि आप इन तीनों को जोड़ते हैं तो यह ऋण 3875 बराबर है ऋण 3875 के इसलिए आप परीक्षा में जान सकते हैं उदाहरण के लिए यदि आप शैक्षणिक दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं तब परीक्षा में आप जान सकते हैं कि आपने जो भी हल निकाला है आपने जो प्रश्न हल किया है वह सही किया है क्योंकि दोनों पक्ष समान हैं लागत मूल्य और दक्षता का फलन है इसलिए हमने यहां देखा है कि यदि आप मूल्य दक्षता और निष्क्रिय समय को ध्यान में रखते हैं यदि आप इसे कुल लागत में बदलने का प्रयत्न करते हैं तो श्रम लागत विचरण 3875 नकारात्मक था और हमने पाया कि यह नकारात्मक श्रम लागत विचरण 3 महत्वपूर्ण कारकों की वजह से है क्योंकि लागत मूल्य और समय का फलन है सही है सामग्री में लागत मूल्य और मात्रा का फलन है है ना यहाँ वह मात्रा समय है मात्रा की इकाइयाँ नहीं हमारे पास फिर से श्रम दर श्रम दक्षता और श्रम निष्क्रिय समय है है ना इन तीनों का योग श्रम लागत बनाता है क्योंकि फर्म ने श्रम दर की दर से भुगतान किया है फर्म ने प्रति घंटे की दर से भुगतान किया है और कुल समय के लिए जो 8750 घंटे है और उसमें से 100 घंटे निष्क्रिय समय घंटे हैं तो कुल भुगतान उन 100 घंटों के लिए भी किया गया है तो अंततः श्रम दक्षता विचरण की गणना करते समय उदाहरण के लिए यदि आपने 100 घंटे नहीं घटाए हैं तो यह यह श्रम दक्षता विचरण अधिक नकारात्मक होता यानि उच्च आंकड़े या राशि से नकारात्मक होता तो इसका क्या अर्थ होगा इसका मतलब यह होगा कि हमने यहां जो कुछ भी निकाला है उसकी तुलना में श्रम अधिक अक्षम है यह राशि 14625 आई है और आपने इस में 225 जोड़ा होता इसलिए यह विचरण बहुत अधिक बढ़ गया होता और इसका प्रतिबिंब श्रम की दक्षता पर होता जिसको हमने अलग कर दिया तो यह नकारात्मक या प्रतिकूल श्रम दक्षता विचरण इतनी ही राशि से नीचे चला गया है और अब हमें पता चला है कि श्रम लागत विचरण का नकारात्मक होना इन सभी तीनों चीजों का फलन है हमने 100 घंटे बर्बाद किए यही वजह है कि हमारी लागत बढ़ गई वास्तविक लागत मानक लागत से अधिक थी दूसरी बात हमारी मानक दर 225 प्रति घंटा थी है ना यह 225 रुपये प्रति घंटे है और हमारी वास्तविक भुगतान दर फिर से 25 पैसे अधिक है यानि 250 प्रति घंटे है इसलिए आपने उच्च दर का भुगतान किया मानक दर क्या थी और वास्तविक भुगतान की दर का क्या थी उस मामले में अंतर था और जब आप दक्षता भाग श्रम दक्षता विचरण के बारे में बात करते हैं कितने घंटे प्रत्याशित थे 8000 घंटे और हमने वास्तव में कितने घंटे श्रम का उपयोग किया गया है जितने देर श्रम ने काम किया लगे रहे उत्पादक रहा वह 86 यह 50 सही है तो इसका मतलब है कि हमने सामान्यतया 650 घंटे अधिक का भुगतान किया है हमने 100 घंटे के असामान्य समय से अधिक भुगतान किया है इसलिए हमने जो अतिरिक्त समय का भुगतान किया है वह बजटेड या मानक समय से 750 घंटे अधिक है अतः इसका मतलब है कि इन सभी 3 कारकों श्रम दर श्रम दक्षता और श्रम निष्क्रिय समय के कारण कुल लागत ऊपर चला गया है और इसीलिए आपका श्रम लागत विचरण 3875 की राशि से नकारात्मक हो गया है अब हमने इसके कारणों का पता लगा लिया है अब हमें इसका विश्लेषण करना है हमें पता लगाना होगा यानि थोड़ा और विस्तार में जाना होगा कि हमें श्रम मूल्य क्यों अधिक देना पड़ा वास्तव में श्रम की कीमत मानक से अधिक क्यों थी हम शुरुआत में यह नही देख पाए थे कि वास्तविक श्रम दर मानक से अधिक होगी दूसरी बात यह है कि जब हमने अनुमान लगाया कि 8000 घंटे के भीतर उत्पादन की लक्षित मात्रा हो सकती है लेकिन वास्तव में जब हम उत्पादन के लिए गए हमने भुगतान किया या हमने 750 घंटे अधिक का समय लगाया तो हम शुरुआत में क्यों यह पता लगाने में सक्षम नहीं हुए कि वास्तव में समय की कम से कम 8650 घंटो की आवश्यकता होगी अगर 8750 नहीं इसलिए मानक और वास्तविक समय के बीच अंतर क्यों था और यह अंतर छोटा अंतर नहीं है अंतराल 650 घंटे का है क्योंकि अगर संयंत्र में हर समय बिजली रहती उस स्थिति में भी कुल अंतराल 8650 घटाव 8000 होता यानी यह 650 घंटे अधिक होता यह एक बड़ा अंतर है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी स्तर पर समस्या है या तो मानक निर्धारक समिति को बाजार के श्रम दरों की जानकारी नहीं है या कितनी तेजी से श्रम दर बदल रही है या कोई समस्या हो सकती है कि वे पता नही लगा पाए या यह गणना नहीं कर पाए कि किसी एक निश्चित काम को करने के लिए वास्तव में श्रम को कितना समय लगता है तो ये पता करने वाले और ठीक करने वाले कारक हैं ताकि अगली बार आपका मानक प्रदर्शन वास्तविक प्रदर्शन के बराबर हो या इसके विपरीत आपका वास्तविक प्रदर्शन मानक प्रदर्शन के बराबर हो कोई बेकार समय नहीं है या समय का अपव्यय नही है और हर बार हम अधिकतम संभव समय के लिए श्रम का उपयोग करने में सक्षम हैं और श्रम का अधिकांश समय उत्पादक समय है अनुत्पादक समय नहीं है ना तो इस तरह से हमें इन श्रम विचरणो का विश्लेषण करना होगा और यह पता लगाने की कोशिश करनी होगी अगर किसी स्थिति में विचरण नकारात्मक है ये नकारात्मक विचरण क्यों हो रहे हैं और हम इन विचरणो को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं ताकि उत्पादन की कुल लागत को नियंत्रित करने का अंतिम उद्देश्य सफल हो क्योंकि किसी भी उत्पाद के उत्पादन की कुल लागत में मैंने आपको कई बार बताया कि 50 से 60 प्रतिशत सामग्री की लागत के कारण और फिर 15 से 20 25 प्रतिशत लागत श्रम की वजह से है और ये कुल लागत में दो बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं इसलिए यदि आप उत्पादन की लागत को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आप पहले सामग्री पर ध्यान केंद्रित करें इसके बाद यानि सामग्री लागत को नियंत्रित करने के लिए सभी संभावित उपाय ख़त्म हो जायें तो आप लागत के अगले बड़े घटक जो श्रम घटक है पर ध्यान केंद्रित करें और श्रम लागत भी नियंत्रण में होनी चाहिए और उसके बाद हमें तीसरे घटक को देखना चाहिए जो कि उपरिव्यय है है ना इसका मतलब है लागत का तीसरा घटक उपरिव्यय है तो इन 3 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए सामग्री विचरण हम पहले से ही जानते हैं और श्रम विचरण अब हम कर रहे हैं और अब इसके बाद हम सीखेंगे विस्तार से नहीं बल्कि संक्षिप्त रूप में उपरिव्यय विचरण ठीक है तो यह प्रश्न पहला प्रश्न बहुत ही साधारण प्रश्न था और इस साधारण प्रश्न में हमने यह पता लगाया कि यदि आपको समय के संदर्भ में मानक जानकारी यानि श्रम दर और श्रम समय दिया हुआ है और यदि आपको श्रम दर और श्रम समय की वास्तविक जानकारी दी जाती है तब कैसे विचरणो की गणना की जाए लेकिन यहां इस प्रश्न की कमी यह थी कि हमें फर्म में विभिन्न प्रकार के श्रमिकों के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया था और वास्तव में क्या होता है कि सयंत्र में हम श्रमिकों की तीन श्रेणियों का उपयोग करते हैं मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था हम कुशल श्रमिकों का उपयोग करते हैं हम अर्ध कुशल श्रमिकों का उपयोग करते हैं और हम अकुशल श्रमिकों का उपयोग करते हैं और श्रमिकों की इन तीन श्रेणियों की भुगतान की दर नीली कॉलर कर्मचारी से अलग होती हैं इसलिए हमें कभी कभी इस संरचना को बदलना पड़ता है यानि यह श्रम की उपलब्धता या अनुपलब्धता पर निर्भर करता है जब आप संरचना बदलते हैं तो लागत में परिवर्तन होता है जब आप संरचना बदलते हैं तो कुल निर्गत बदल जाता है और यह एक बड़ा अंतर उत्पन्न करता है व्यापक अंतर बड़ा अंतर तो श्रम विचरण के बारे में अब अगला प्रश्न जिस पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा मैं आपको तीन प्रश्न दूंगा यहां एक प्रश्न पत्रक है और इस प्रश्न पत्रक में आपको 3 प्रश्न मिलेंगे एक हम पहले ही कर चुके थे दूसरा मैं करूंगा फिर से हम केवल 3 विचरणो की गणना करेंगे श्रम लागत श्रम दर श्रम दक्षता विचरण लेकिन श्रम को 3 व्यापक घटकों में विभाजित किया गया है जो कुशल श्रम अर्ध कुशल श्रम और अकुशल श्रम है है ना श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न श्रम विचरणो की गणना करने के बारे में जानने के बाद फिर हम तीसरी प्रश्न पर जाएंगे उसमे हम निष्क्रिय समय की समस्या का समाधान करेंगे हम कौशल के अनुसार विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों की समस्या का समाधान करेंगे और फिर हम सभी 5 या 6 विचरणो जो श्रम लागत विचरण श्रम दर भुगतान विचरण श्रम दक्षता विचरण श्रम निष्क्रिय समय विचरण श्रम मिश्रण विचरण या गिरोह रचना विचरण और श्रम प्रतिफल विचरण है की समस्या का समाधान करेंगे तो यह तीसरा प्रश्न होगा तो आइए अब हम यह समझें कि यदि आपको विभिन्न प्रकार के श्रमिक दिए गए हैं कुशल अर्ध कुशल और अकुशल तो विचरण की गणना कैसे करें सही है इसलिए अब यदि आप इस प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं तो हमें यहाँ यह जानकारी दी गई है और यह जानकारी श्रम बल की संरचना और उसकी साप्ताहिक मजदूरी दरें के बारे में है जिन्हें 30 सप्ताह में पूरी होने वाली एक काम पर लगाया गया हैं यह जानकारी निम्नानुसार है आपको श्रमिकों की श्रेणी दी जाती है कुशल अर्ध कुशल और अकुशल आपको नौकरी पर रखे गए श्रमिकों की संख्या यानि वह काम पर रखे जाने वालों का मानक है जो कि 75 45 और 60 है और हमें मानक दर भी दी जाती है साप्ताहिक मजदूरी दर यह प्रति घंटा नहीं है यह प्रति दिन नहीं है यह एक साप्ताहिक मजदूरी दर है कि हमें प्रति श्रमिक प्रति सप्ताह कितनी मजदूरी दर का भुगतान करना है यह 60 40 और 30 है फिर हमें इसी तरह वास्तविक जानकारी दी जाती है - काम पर रखे गए श्रमिकों की संख्या कितनी है 70 कुशल 30 अर्ध कुशल और 80 अकुशल और हमारे द्वारा उन्हें भुगतान की गई कीमत 70 50 और 20 सही है काम 32 सप्ताह में पूरा हुआ काम 32 सप्ताह में पूरा हो गया था और अब इस जानकारी के आधार पर हमें श्रम विचरणो की गणना करनी है तो आपको श्रमिकों के 3 प्रकार दिए गए हैं कुशल अर्ध कुशल और अकुशल हमें मानक समय दिया गया है उन सभी 3 श्रेणियों के श्रमिकों को मिलाकर 30 सप्ताह और हमें वास्तविक समय भी सप्ताह दिया गया है 32 सप्ताह और अब हमें मानक और वास्तविक जानकारी दी गई है इसलिए हमें इसके आधार पर श्रम विचरणो की गणना करनी है इस मामले में अब हम कुछ विचरणो की गणना करेंगे और मोटे तौर पर यदि आप सहज रहना चाहते हैं तो आप केवल 3 विचरणो की गणना आराम से कर सकते हैं जो है श्रम लागत विचरण श्रम दर विचरण और श्रम दक्षता विचरण और श्रम मिश्रण और अन्य विचरण को हम तीसरे प्रश्न में स्पर्श करेंगे है ना अब हम इस प्रश्न का समाधान करेंगे हम इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे और इस प्रश्न के लिए अब हमें यह जानकारी तैयार करनी होगी लेकिन हमें इसे हल करना होगा तो जिस पहले विचरण की हम गणना करेंगे वह है श्रम लागत विचरण अब श्रम लागत विचरण की गणना के लिए क्या सूत्र है श्रम की मानक लागत घटाव श्रम की वास्तविक लागत है ना यह सूत्र है श्रम की मानक लागत घटाव श्रम की वास्तविक लागत तो अब हमें सबसे पहले मानक लागत की गणना करनी होग हमें श्रम की मानक लागत की गणना करनी है है ना और श्रम की मानक लागत की गणना करने के लिए यानि हमें इसे निकालना होगा इसलिए हम श्रमिकों की 3 श्रेणियों के लिए इसे निकालेंगे श्रमिकों की पहली श्रेणी कुशल की है सही है यदि आपको कुशल कामगारों के लिए निकालना है तो पीछे जाईये कितने घंटे हैं 30 सप्ताह हैं घंटे नहीं 30 सप्ताह दिया गया है कितने कुशल श्रमिकों को काम पर रखा गया है यानि मानक 75 था और हम जो दर दे रहे हैं वह 60 रुपये प्रति सप्ताह है है ना इसलिए अब हमे इसे कुशल श्रम के लिए मानक लागत में बदलना होगा और यह होगा कितना होगा यह 75 गुणा 60 गुणा 30 होगा यह कितना होगा यह कुल राशि मानक लागत 135000 रुपये होगी 135000 और इस लागत की हमने गणना की है यह लागत हमने निकाला है जो कि 135000 है इसलिए यह इस राशि का परिणाम है जो हमें दिया गया है इसलिए यह 135000 है जो इस तरह आया है कि 75 गुणा 60 गुणा 30 यह कुशल श्रम की लागत है जिसका हमने भुगतान किया है या हमें भुगतान करने की उम्मीद है हम भुगतान करने वाले हैं क्योंकि यह मानक है अब हम अर्ध कुशल को लेते है अर्ध कुशल श्रम के लिए मानक लागत कितनी है हमें यहां दिया गया है कि सप्ताह 30 ही रहेंगे श्रमिक 45 हैं और दर 40 है है ना तो यह कितना होगा यह होगा करीब यह 45 है फिर दर कितनी है 40 और सप्ताह फिर से 30 है तो यह लागत कितनी होने जा रही है यह लागत 54000 है यह अर्ध कुशल श्रम की लागत है और फिर अकुशल श्रम है अकुशल श्रम की लागत कितनी होगी 60 गुणा 30 गुणा सप्ताह जो फिर से 30 है हाँ तो यह लागत 54000 आती है ठीक है ना यह लागत 54000 होती है इसलिए आप बता सकते हैं कि कुल मानक लागत कितनी होगी यह लागत 243000 रूपए होगी यह मानक लागत होगी यह मानक लागत है 243000 मानक लागत होने वाली है विभिन्न प्रकार के श्रमिकों के आधार पर जिसको हमने काम पर रखा है या काम पर रखने की उम्मीद है 75 कुशल 45 अर्ध कुशल और 60 अकुशल श्रमिक और उनकी दरें 60 40 और 30 थी और मानक समय 30 सप्ताह तय किया गया था है ना इसी तरह अब हमें दूसरे घटक की गणना करनी होगी और दूसरा घटक श्रम की वास्तविक लागत है श्रम की वास्तविक लागत फिर से हमें कुशल की तरह गणना करनी होगी सबसे पहले कुशल फिर हमें अर्ध कुशल की गणना करनी होगी और फिर हमें अकुशल की गणना करनी होगी सही है इसलिए हमें अब उसी तरह गणना करनी होगी अब आप देखिए कि हमने 30 सप्ताह के मानक समय के मुकाबले कितना वास्तविक समय लगाया है हमने वास्तव में श्रम को लगाया है या हमने दिए गए काम को पूरा करने के लिए श्रम का 32 सप्ताह तक उपयोग किया है हमने 32 सप्ताह तक श्रम को काम पर रखने के लिए उपयोग किया है तो यह मानक 30 सप्ताह के मुकाबले पहला अंतर है जब वास्तविक समय 32 सप्ताह है तो हमने खर्च किया है या हमने 2 और हफ्तों के लिए श्रम का उपयोग किया है इसलिए आप उम्मीद कर सकते हैं कि श्रम लागत विचरण निश्चित रूप से होगा और आप इसे नकारात्मक या प्रतिकूल कह सकते हैं क्योंकि पहला संकेतक दिखाता है कि हमारा वास्तविक समय मानक समय से अधिक है और अगर आप यहां श्रमिकों को देखे तो 75 के मानक के मुकाबले हमने 70 कुशल श्रमिकों का उपयोग किया है 45 अर्ध कुशल श्रमिकों के मानक के मुकाबले हमने 30 अर्ध कुशल श्रमिकों का उपयोग किया है और 60 अकुशल श्रमिकों के मानक के मुकाबले हमने अधिक अकुशल श्रमिकों का उपयोग किया है जो 80 है इसलिए यह बदल सकता है क्योंकि हमने सोचा कि हमारे पास 75 कुशल 45 अर्ध कुशल और 60 अकुशल होंगे लेकिन वास्तव में बाजार में श्रम के आधार पर हमें 5 श्रमिक कम मिले जहाँ तक कुशल श्रमिकों का सवाल हैं हम 15 अर्ध कुशल श्रमिक कम प्राप्त हुए और इसकी भरपाई करने के लिए हमें अकुशल की संख्या 60 से बढ़ाकर 80 करनी पड़ी इसलिए अब इसे देखते हुए हमें वास्तविक श्रम लागत की गणना करनी है और यदि आप दर को देखते हैं तो कुशल श्रम के लिए प्रति सप्ताह मानक दर के मुकाबले 70 रुपये का भुगतान किया है मतलब प्रति सप्ताह 10 रुपये अतिरिक्त अर्ध कुशल श्रमिक के लिए हमने फिर से उच्च दर का भुगतान किया है और अकुशल के लिए हमने कम दर जो 10 रुपये है का भुगतान किया है इसलिए इन सभी कारकों को समायोजित करते हुए अब हम किसकी गणना करेंगे यह श्रम की वास्तविक लागत है और श्रम की वास्तविक लागत की गणना करने के लिए कुशल के लिए कितना है 70 गुणा 70 गुणा 32 तो यह कितना होगा 156800 होगा ठीक है दूसरे मामले में यह कितना होगा 30 गुणा 50 गुणा 32 अंतिम संख्या वही रहेगी यह 48200 आएगा और तीसरा कितना होगा 80 गुणा 20 गुणा 32 कितना होगा यह 51200 आएगा इसलिए श्रम की वास्तविक लागत कितनी है 256000 है अब हमें श्रम की मानक लागत और श्रम की वास्तविक लागत मिल गई है और इसके लिए अब आपको आसानी से यह पता चल जाएगा दोनों लागतें हमारे पास उपलब्ध हैं इसलिए श्रम लागत विचरण कितना होगा श्रम लागत विचरण 200 रुपये है 243 मानक लागत है वास्तविक 256000 रूपए है यह वास्तविक लागत है और मानक 243 है वास्तविक 256 है तो अंत में यदि आप श्रम लागत विचरण की गणना करते हैं तो यह कितना होता है 13000 रुपये रुपये 13000 प्रतिकूल है इसका मतलब यह है कि संक्षेप में आप कह सकते हैं कि वास्तव में हमारे द्वारा भुगतान की गई श्रम लागत 13000 रुपये अधिक है काम की इतनी कम मात्रा में जहां इसे 30 सप्ताह में पूरा होने की उम्मीद थी हमने 32 सप्ताह में पूरा किया हमने कुशल अर्ध कुशल और अकुशल श्रमिकों की कुछ संरचना तय करते हैं लेकिन वास्तव में हमने सभी 3 श्रेणियों में श्रमिकों की विभिन्न संख्या को शामिल किया और जब आप दर के बारे में भी बात करते हैं तो दो श्रेणियों में हमने मानक के मुकाबले उच्च दर का भुगतान किया है केवल तीसरी श्रेणी में हम कुछ पैसे बचा पाए जहां हमने वास्तव में मानक के मुकाबले कम दर का भुगतान किया लेकिन शुद्ध परिणाम के रूप में सप्ताह की संख्या में वृद्धि के कारण श्रम संरचना के बदलने के कारण और श्रमिकों की पहली दो श्रेणियों को उच्च दर का भुगतान करने के कारण आपका कुल श्रम लागत विचरण नकारात्मक हो गया है या आपकी श्रम लागत में 13000 रुपये की भारी वृद्धि हुई है यह कोई छोटी राशि नहीं है यह एक बड़ी राशि है 13000 रुपये एक बड़ी राशि है यह एक बड़ी लागत है और हमें सावधान रहना होगा हमें यह पता लगाना होगा कि श्रम क्यों उपलब्ध नहीं था जैसा हमने सोचा था हमने मानकीकृत किया था हमने लक्षित किया था कुशल श्रमिकों की आवश्यक संख्या उपलब्ध क्यों नहीं थी और 5 लोग क्यों कम उपलब्ध थे हमने उन लोगों से समय पर संपर्क नहीं किया या हम यह पता नहीं लगा सके कि वास्तव में कितने उपलब्ध हैं कितना आवश्यक है इसलिए यह एक कारण है जहां हमने दो सप्ताह और बर्बाद किए 30 मानक था हमने दो सप्ताह और यानि 32 सप्ताह क्यों लगाए यह चिंता का एक और कारण है और कुशल और अर्ध कुशल को प्रति सप्ताह दरों का भुगतान करते समय हमने कम अनुमान लगाया हमने अधिक भुगतान किया तो उस स्थिति में यदि आप बात करते हैं तो हमने पहले दो श्रेणियों को उच्च दर का भी भुगतान किया है तो ये तीन महत्वपूर्ण संकेतक हैं जो हमसे पूछते हैं जो हमें मजबूर करते हैं जो बताते है कि हमें एक विस्तृत विश्लेषण करना होगा और मानकों को पुनः तय करने की आवश्यकता है ताकि अगली बार मानक लागत और वास्तविक लागत के बीच या तो कोई अंतर न हो या यदि अंतर हो तो यह न्यूनतम नगण्य अंतर हो यह एक नगण्य अंतर होना चाहिए अन्यथा मानक लागत अपना महत्व खो देगी अब श्रम लागत विचरण की गणना करने के बाद हम अगली चीज़ के लिए जाएंगे और अब हम श्रम दर विचरण की गणना करेंगे श्रम दर विचरण श्रम दर विचरण के मामले में सूत्र क्या है यहां हम वास्तविक समय के बारे में बात करेंगे तो अब समय निकल जाएगा और अंदर क्या होगा श्रम दर विचरण क्योंकि सामग्री में हम कोष्ठक के बाहर वास्तविक मात्रा को लेते हैं यहां हम समय के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए यह वास्तविक समय है वास्तविक समय गुणा मानक दर घटाव वास्तविक दर है तो अब हमें इसकी गणना करनी है मैंने आपको पहले भी कहा था कि इन सूत्रों को याद करने के लिए जिसे निकालना है आपको उसे कोष्ठक के अंदर रखना होगा आप श्रम दरों के विचरण के बारे में पता लगाना चाहते हैं उसके बीच विचरण जानना चाहते हैं इसलिए दर को कोष्ठक के अंदर रखें और इसे समय से गुणा करें जब आप दक्षता जानना चाहते हैं तब समय कोष्ठक के अंदर जाएगी और दर बाहर आएगी जो मानक दर होगी तो मानक दर बाहर होगी और मानक समय और वास्तविक समय अंदर होगा इसलिए यदि आप श्रम दर विचरण का पता लगाना चाहते हैं तो आपको इस वास्तविक समय गुणा मानक दर घटाव वास्तविक दर से शुरू करना होगा और इस तरह आप श्रम दर विचरण की गणना करने में सक्षम होंगे इसलिए यदि आप श्रम दर विचरण की गणना कर सकते हैं तो हम इसे कुशल के लिए निकालेंगे और यदि आप कुशल के लिए गणना करते हैं तो समय क्या है हमें समय के लिए क्या लेना है हमें केवल समय की गणना करनी है समय का हिसाब लगाने के लिए आपको यहाँ ध्यान में रखना होगा कि यह वास्तविक समय है वास्तविक समय हमें कितने घंटे दिया गया हैं हमें यह दिया जाता है कि समय 32 सप्ताह है और यहाँ 70 कामगारों की संख्या है इसलिए 70 गुणा 32 करें यह करीब होगा यह समय 2240 घंटे होगा है ना यह सप्ताह में कुल समय है और मानक दर क्या है मानक दर 60 है और वास्तविक भुगतान की दर 70 है तो यह विचरण कितना है यह विचरण 22000 रुपये होता है यदि आप इसे हल करते हैं तो यह 22400 आएगा और यह विचरण प्रतिकूल है है ना इसी तरह आप इसे अर्ध कुशल के लिए ज्ञात करेंगे तो अगर आप इसकी अर्ध कुशल के लिए गणना करते हैं तो लगने वाला समय 960 गुणा 40 घटाव् 50 है यह कितना आएगा यह 9600 के रूप में सामने आएगा और यह फिर से प्रतिकूल है ठीक है अब आप अकुशल के लिए गणना करते हैं यदि आप अकुशल के लिए गणना करते हैं तो यह कितना आएगा यह करीब 2560 गुणा 30 घटाव 20 होगा तो यह कितना है यह कितना निकलता है यह 25600 के रूप में सामने आता है यानि हमने सभी विचरणो को ज्ञात कर लिया है वे सभी प्रतिकूल हैं यह अनुकूल है यह अनुकूल है इसलिए हमने इन श्रम दर विचरणो की गणना की है और इस मामले में यह 22400 प्रतिकूल आया है अर्ध कुशल के लिए यह आया है यदि आप अर्ध कुशल को लेते हैं तो यह विचरण है 9600 प्रतिकूल है क्योंकि वास्तविक मानक दर से अधिक है और अकुशल के मामले में भुगतान की वास्तविक दर मानक से 10 रुपये कम है और हफ्तों की संख्या भी काफी बड़ी है इसलिए यह विचरण अनुकूल हो गया है तो अंत में आपने श्रम दर विचरण की गणना करने के लिए इनका योग किया है और इस मामले में श्रम दर विचरण कितना है इस मामले में यदि आप इन 3 के योग की गणना करते हैं तो श्रम दर विचरण कितना होगा यह अंततः 6400 प्रतिकूल होगा 6400 प्रतिकूल होगा क्योंकि 2400 जोड़ 9600 यह कुल प्रतिकूल राशि है घटाव 25600 अनुकूल तो शुद्ध परिणाम प्रतिकूल है इसलिए हमें एक कारण का पता लगाना है हमने पता लगा लिया है श्रम लागत विचरण नकारात्मक क्यों है क्योंकि आपकी दर अधिक है हमने कुशल और अर्ध कुशल के लिए उच्च दर का भुगतान किया है और इस श्रम दर के लिए शुद्ध विचरण 6400 प्रतिकूल या नकारात्मक है अन्य विचरण श्रम दक्षता विचरण है और उसके बाद श्रम लागत श्रम दक्षता और श्रम दर के साथ मैं अगली कक्षा में चर्चा करूंगा